हमने यूनिट 4 में जो देखा वह लर्निंग असेसमेंट और इंस्ट्रक्शन से संबंधित है हमने माना कि लर्निंग से नए ज्ञान व्यवहार कौशल मूल्य प्राथमिकताएं या समझ प्राप्त होती है और लर्निंग के कई सिद्धांत हैं और यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि लर्निंग के सभी सिद्धांत पारस्परिक रूप से अलग अलग नहीं हैं प्रत्येक सिद्धांत लर्निंग के कुछ पहलुओं पर जोर दे सकता है और वास्तव में एक शिक्षण के सभी सिद्धांतों से निर्देश या इनपुट लेने के लिए डिजाइन कर सकता है और हमने असेसमेंट की केंद्रीयता को देखने की कोशिश सीखने के संदर्भ में मूल्यांकन के माध्यम से मापा और सुविधा प्रदान किया असेसमेंट वास्तव में अच्छी शिक्षा की सुविधा के लिए एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है और इंस्ट्रक्शन अच्छी सीखने की सुविधा के लिए सीखने की घटनाओं की एक श्रृंखला की योजना या आयोजित करना है हम बाद के मॉड्यूल में असेसमेंट और इंस्ट्रक्शन दोनों देख रहे होंगे इस यूनिट के परिणामों में आउटकम बेस्ड एजुकेशन की उत्पत्ति को समझना शामिल है समझें कि एक आउटकम क्या है और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं हम एक कार्यक्रम या एक पाठ्यक्रम के परिणामों के संदर्भ में कई सत्रों को लिखने और परिभाषित करने पर खर्च करेंगे फिर इस यूनिट के अंत में शिक्षार्थी को किसी दिए गए परिणाम कथन के स्तर की पहचान करने और उसकी उपयुक्तता या अवलोकनशीलता और औसत दर्जे पर टिप्पणी करने में सक्षम होना चाहिए और हम परिणामों के 4 स्तरों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें हम PEOs POs PSO और COs कहते हैं हम बाद में हर एक पर विस्तृत चर्चा करेंगे OBE की शुरुआत कैसे हुई 1970 के बाद से कई देशों में नीति निर्माताओं और स्टेकहोल्डर्स ने इस बात पर जोर दिया है कि विद्यार्थी क्या सीख रहे हैं स्कूलों में या उच्च शिक्षा संस्थानों में ताकि कोई एक तरह की मात्रा निर्धारित कर सके या इस तरह का सारांश दे सके कि वास्तव में विद्यार्थी क्या सीख रहे हैं 1994 में आउटकम बेस्ड एजुकेशन का पहली बार प्रयोग किया गया और विलियम स्पैडी ने अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया हैं पुस्तक नामक "आउटकम बेस्ड एजुकेशन महत्वपूर्ण मुद्दे और उत्तर" है मैं शिक्षार्थियों को इस पुस्तक को देखने की सलाह देता हूं और यह उपलब्ध है इसे इंटरनेट से मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता है और उसी अभ्यास को ABET ने जारी रखा था 1997 में USA के इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के मान्यता बोर्ड ने इंजीनियरिंग क्राइटेरिया 2000 को EC2000 के रूप में अपनाया जिसने इनपुट से ध्यान हटा दिया इनपुट्स का मतलब होगा कि विद्यार्थियों को जो कुछ भी सीखा है उसके परिणामों को क्या सामग्री सिखाई जाती है तो आउटकम बेस्ड एजुकेशन का सार है सामग्री जो सिखाई जाती है से ध्यान हटाके विद्यार्थियों ने क्या सीखा में केन्द्रित है विलियम स्पैडी के बारे में थोड़ा सा आउटकम बेस्ड एजुकेशन का अर्थ है स्पष्ट रूप से एक शैक्षिक प्रणाली में सब कुछ ध्यान केंद्रित और व्यवस्थित करना जो आवश्यक है ध्यान दें कि सभी विद्यार्थी अपने सीखने के अनुभवों के अंत में सफलतापूर्वक करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक हैं कृपया ध्यान दें कि कीवर्ड आवश्यक है इसका मतलब है कि जो वांछनीय है वह आवश्यक होने की तुलना में बहुत अधिक हो सकता है तो किसी को इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए कि पूरी बात केवल पूर्व निर्धारित परिणामों तक ही सीमित है इसका मतलब यह है कि विद्यार्थियों के लिए क्या करना है और फिर यह सीखने के लिए कोर्स इंस्ट्रक्शन और असेसमेंट का आयोजन करने में सक्षम होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है इसकी स्पष्ट तस्वीर के साथ शुरू हो रहा है तो OBE या आउटकम बेस्ड एजुकेशन का सार यह है कि कोर्स और इंस्ट्रक्शन और असेसमेंट सभी के बारे में योजना बनाई जानी चाहिए जो आप परिणामों के रूप में बताते हैं यह सभी के लिए केन्द्रित रूप में कार्य करता है और यह भी सुनिश्चित करता है जो ऐकडेमिक इंस्टीटूट्स में बहुत आम प्रथा थी कि प्रत्येक कोर्स एक स्वतंत्र संस्था के रूप में माने जाते थे नाकि कार्यक्रम की बाकी गतिविधियाँ की तरह प्रोग्राम केन्द्रित है और जरूरी नहीं कि व्यक्तिगत कोर्स हो और जब स्पैडी ने आउटकम बेस्ड एजुकेशन पर विचार किया था उसका ध्यान स्कूली शिक्षा पर था जैसा कि ABET ने किया है इस परिणाम धारणा को उच्च शिक्षा तक भी बढ़ाया है अब यह एक तरह से स्वीकृत अभ्यास है या कम से कम आधिकारिक तौर पर भारत में उच्च शिक्षा कार्यक्रमों को डिजाइन करने और संचालित करने के आधार के रूप में स्वीकार किया जाता है अब सीखने के परिणाम क्योंकि सीखने के परिणाम शिक्षाविदों शिक्षा साइकोलोजिस्टस और इतने सारे लोगों के लिए कई दशकों से चिंता का विषय रहे हैं शायद 60 70 साल से अधिक उसके कारण सीखने के समान परिणामों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कई शब्दों का उपयोग किया जाता है साहित्य से हमें लगता है कि निम्नलिखित शब्दों का उपयोग किया जाता है परिणाम सीखने के परिणाम इच्छित सीखने के परिणाम इंस्ट्रक्शनल उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्य व्यवहार संबंधी उद्देश्य प्रदर्शन उद्देश्य टर्मिनल उद्देश्य सामान्य इंस्ट्रक्शनल उद्देश्य स्पेसिफिक लर्निंग ओब्जेक्टिवेस सबोर्डिनेट स्किल्स सबोर्डिनेट उद्देश्य कॉम्पिटेंसीज जबकि वे सभी एक दूसरे के लगभग बराबर हैं लेकिन कुछ लोगों ने दूसरे शब्दों के लिए बहुत विशिष्ट संदर्भ में कुछ शब्दों को दूसरों से अलग किया है उदाहरण के लिए आज कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन USA के संदर्भ में आउटकम बेस्ड एजुकेशन से थोड़ा अलग है आइए हम अभी विवरणों के बारे में चिंता न करें कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन क्या है मैंने यह कहा कि विभिन्न शिक्षाविदों के कहने के लिए एक उदाहरण के रूप में इन शब्दों का उपयोग कुछ विशिष्ट अर्थ के लिए किया जा सकता है अब परिणाम क्या है हम इसे औपचारिक रूप से परिभाषित करेंगे यहाँ एक परिणाम यह है कि सीखने वाला कुछ सीखने के अनुभव के परिणामस्वरूप क्या कर या कर पाएगा मुझे लगता है कि यह सबसे सरल है और सबसे ज्यादा आप क्या कहते हैं इसकी पूरी परिभाषा क्या है उस पर अधिक से अधिक विस्तार करने की जरूरत नहीं है यह एक बहुत ही सरल परिभाषा है यह संदर्भित करता है कि मैं एक सीखने के अनुभव के बाद कुछ करने में सक्षम हूं जो मैं अपने सीखने के अनुभव से पहले नहीं कर पा रहा था बस इतना ही तो ध्यान करना या प्रदर्शन करना है नाकि पता परिचित आदि शब्द जैसे तो कृपया ध्यान दें कि मुख्य शब्द जोर करना और प्रदर्शन करने पर है औपचारिक शिक्षा के संदर्भ में एक शिक्षा का परिणाम वह है जो विद्यार्थी को एक कार्यक्रम के अंत में करने में सक्षम होना चाहिए जो 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्षीय प्रोग्राम या एक कोर्स हो सकता है कोर्स में बाहर का संदर्भ एक सेमेस्टर कोर्स या एक इंस्ट्रक्शनल यूनिट है जो एक कोर्स का हिस्सा हो सकता है जिसमें 1 से 4 तक 5 घंटे की गतिविधि शामिल हो सकती है और परिणाम की एक और प्रमुख विशेषता यह है कि परिणाम स्टेकहोल्डर्स के बीच प्रभावी बातचीत के लिए आधार प्रदान करते हैं स्टेकहोल्डर्स कौन हैं विद्यार्थियों संकाय माता पिता उद्योग प्रबंधन सरकारी एजेंसियों और इतने पर शुरू करने के लिए इसलिए यदि आप एक प्रोग्राम या कोर्स के बारे में बात करना चाहते हैं तो स्टेकहोल्डर्स के बीच बातचीत या स्टेकहोल्डर्स के बीच चर्चा परिणामों के संदर्भ में हो सकती है एक बहस कर सकते हैं एक दूसरे से अलग हो सकते हैं लेकिन अंत में एक समझौते पर आ सकते हैं कि वास्तव में परिणाम क्या है जिसकी तलाश है अब औपचारिक रूप से एक आउटकम बेस्ड एजुकेशन को परिभाषित करते हुए OBE शिक्षा के लिए एक दृष्टिकोण है जिसमें पाठ्यक्रम इंस्ट्रक्शन और असेसमेंट के बारे में निर्णय एग्जिट लर्निंग आउटकम से संचालित होते हैं जो विद्यार्थि को एक प्रोग्राम या कोर्स के अंत में प्रदर्शित करना चाहिए कृपया फिर से ध्यान दें कि यह वह सीखने वाला परिणाम है जो विद्यार्थि को प्रदर्शित करना चाहिए क्योंकि अब परिणाम एक से अधिक हो सकते हैं वहां कई हैं तो आप होना चाहिए विद्यार्थि एक प्रोग्राम या एक कोर्स के अंत में इन परिणामों के अपने प्रदर्शन को प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए कभी कभी वह इसे एक इंस्ट्रक्शनल यूनिट में भी लागू कर सकता है अब यहां आउटकम बेस्ड एजुकेशन प्रोडक्ट प्रक्रिया को परिभाषित करता है इसका क्या मतलब है सबसे पहले हम प्रोडक्ट को परिभाषित करते हैं प्रोडक्ट क्या है सीखने के परिणामों को विद्यार्थी को प्रोग्राम या एक कोर्स के अंत में प्रदर्शित करना चाहिए और परिभाषित किया गया है कि सभी प्रक्रियाएं जो उन परिणामों की प्राप्ति की ओर ले जाती हैं प्रोडक्ट को परिभाषित करने के परिणामस्वरूप आती हैं इसका मतलब है कि पहले प्रोडक्ट को परिभाषित किया जाना है और फिर प्रक्रिया है यह सभी उद्योगों के लिए भी सही है जब भी वे किसी प्रोडक्ट को जारी करना चाहते हैं तो वे पहले कुछ डिज़ाइन नहीं करते हैं और फिर कहते हैं कि यह प्रोडक्ट है जिसे ग्राहकों को खरीदना है आप परिभाषित करते हैं कि प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन्स क्या हैं और पीछे की ओर काम करते हैं यह इनपुट बेस्ड एजुकेशन के विपरीत है जहां शैक्षिक प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है और जहां परिणाम जो भी है उसे स्वीकार करने में हमें खुशी होती है और अभी भी संयोगवश यह हमेशा अवांछनीय नहीं है लेकिन संयोगवश या दुर्भाग्य से उच्चतर शिक्षा में ऐसा होता है मैं सिखाता हूं कि मैं क्या महत्वपूर्ण मानता हूं और सेमेस्टर के अंत में वह है जो आपको स्वीकार करने और प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक है बस इतना ही अब हम OBE के लाभों के बारे में बात करते हैं पहली बात रेलिवान्स है यह आउटकम बेस्ड एजुकेशन क्षमता के लिए अभ्यास और शिक्षा के लिए फिटनेस को बढ़ावा देता है अभ्यास के लिए फिटनेस क्या है आज अगर मैं एक सिविल इंजीनियर एक सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से ग्रेजुएट प्रोग्राम से बाहर निकलकर देखता हूं तो उसे किस तरह की चीजें करने में सक्षम होना चाहिए यह उद्योग की वर्तमान स्थिति और उस प्रकार के ज्ञान और कौशल सेट पर निर्भर करता है जो ग्रेजुएट करने वाले विद्यार्थियों को आवश्यक या दिया जाता है तो एक उचित रूप से तैयार है इसका मतलब यह नहीं है कि जैसे ही वह अपने ग्रेजुएट प्रोग्राम को पूरा करता है वह अगले दिन से वह उद्योग द्वारा आवश्यक प्रदर्शन करना शुरू कर देता है लेकिन वह ज्ञान और कौशल सेट के साथ तैयार है और उसे कुछ समय लग सकता है उसके लिए संगठन की आवश्यकता के अनुसार अभ्यास शुरू करना और क्षमता के लिए शिक्षा इसका मतलब यह है कि क्षमता और योग्यता वे कुछ अलग हैं कौशल और ज्ञान जो आपके पास पहले से है वह कम्पेटेन्सी है क्षमता का अर्थ है अपनी दक्षताओं का उपयोग करके यह पता लगाना कि आपके पास एक ऐसी समस्या है जिसे आप पहले से परिचित नहीं हैं जिसे आप एक गैर परिभाषित समस्या कहते हैं जिसे संबोधित करने और काम करने की क्षमता है तो आप अपने ग्रेजुएट को सक्षम बना रहे हैं सक्षम का मतलब है कि वे वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने में सक्षम हैं जो वे पहले से ही परिचित नहीं हैं ठीक है अगले लाभ के लिए आ रहा है डिस्कोर्स क्या होता है जब संस्था के भीतर परिणामों की पहचान की प्रक्रिया मौलिक प्रश्नों की चर्चा को बढ़ावा देती है इसीलिए जब आप परिणामों को लिखने का प्रयास करते हैं तो इसे कभी भी किसी व्यक्ति द्वारा प्रोग्राम स्तर पर या कोर्स स्तर पर नहीं लिखा जाना चाहिए यह हमेशा साथियों के बीच चर्चा के माध्यम से होता है जिससे संतोषजनक परिणाम सामने आएंगे यह हमारे द्वारा की गई दर्जनों वर्कशॉप्स द्वारा वहन किया गया है हमेशा जब भी दो या तीन संकायों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने कोर्स के परिणामों को लिखें तो उनके बीच जबरदस्त चर्चा हुई है और निश्चित रूप से बहुत बेहतर बयानों के परिणामस्वरूप बेहतर परिणाम वाले बयान आएंगे फिर अगला एक क्लैरिटी है शैक्षिक प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है इसका स्पष्ट विवरण विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के लिए पाठ्यक्रम को स्पष्ट करता है और शिक्षण और सीखने पर ध्यान केंद्रित करता है इसलिए आपको स्पष्टता हासिल करनी होगी उस स्पष्टता को कैसे प्राप्त किया जाए हम इसके बारे में बाद की यूनिट में बात करेंगे कि परिणाम परिणाम कथन कैसे लिखें लेकिन यह विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए बहुत स्पष्ट है इसलिए किसी भी समय कोई अस्पष्टता नहीं है और यह विद्यार्थियों को सीखने के लिए और शिक्षकों को शिक्षण के लिए दोनों ध्यान केंद्रित करता है और आउटकम बेस्ड एजुकेशन पाठ्यक्रम के एकीकरण के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है एक आउटकम बेस्ड एजुकेशन के साथ साथ नेशनल एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क के संदर्भ में वे एक प्रोग्राम के पूरे पाठ्यक्रम को डिजाइन करने के लिए एक उत्कृष्ट मजबूत ढांचा प्रदान कर सकते हैं एकाउंटेबिलिटी एक स्पष्ट विवरण प्रदान करके कि पाठ्यक्रम को प्राप्त करने के लिए क्या निर्धारित किया जा रहा है आउटकम बेस्ड एजुकेशन जवाबदेही पर जोर देती है इसका मतलब है कि मैं एक विशेष पाठ्यक्रम से जुड़ा हूं मेरे पाठ्यक्रम के लिए कुछ परिणामों की आवश्यकता होती है जो कि मेरे पाठ्यक्रम को श्रेय देने वाले विद्यार्थियों को कुछ परिणामों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं बदले में ये परिणाम प्रोग्राम आउटकम और प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम के एक सबसेट को संबोधित करते हैं उस हद तक जवाबदेही जो कि बहुत स्पष्ट है के लिए जिम्मेदार है और उसी गिनती पर विद्यार्थी स्पष्ट होते हैं कि वे क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और वे अपने स्वयं के सीखने और आउटकम बेस्ड एजुकेशन के लिए अधिक जिम्मेदारी ले सकते हैं और इस प्रकार सीखने और शिक्षण के लिए एक विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है क्योंकि यह प्रोग्राम आउटकम में से एक है और साथ ही साथ स्व निर्देशित शिक्षा भी है जिसे हम कहते हैं और फिर फ्लेक्सिबिलिटी कई शिक्षकों द्वारा बताए अनुसार आउटकम बेस्ड एजुकेशन शिक्षा रणनीतियों या शिक्षण विधियों को निर्दिष्ट नहीं करती है यह केवल यह कहता है कि परिणाम क्या होना चाहिए इसका मतलब यह नहीं है कि आपको यह हासिल करने की आवश्यकता कैसे है आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि सभी है संबंधित शिक्षक को उसके लिए सभी आवश्यक स्वतंत्रता है और यह प्रोग्राम के डिजाइन पर दूसरे मॉड्यूल में मूल्यांकन के लिए एक गाइड के रूप में भी काम करता है जहां हम परिणाम के लिए दृढ़ता से लिंक करते हैं परिणामों के संदर्भ में वास्तव में योजना निर्धारण के बारे में कैसे जाना जाए पाठ्यक्रम मूल्यांकन की सुविधा देता है जो NBA से भी एक आवश्यकता है परिणाम बेंचमार्क प्रदान करते हैं जिसके खिलाफ पाठ्यक्रम का अनुमान लगाया जा सकता है हम इस बारे में बात करेंगे कि बाद की इकाइयों में आप यह मापने की कोशिश कर रहे हैं कि किस हद तक परिणाम प्राप्त हुए हैं तो ये आउटकम बेस्ड एजुकेशन के सभी फायदे हैं जैसा कि मैंने कहा कि OBE के बारे में आरक्षण कुछ लोगों को दृढ़ता से लगता है कि यह शिक्षा की भावना के खिलाफ है अन्वेषण आदि के संदर्भ में स्वतंत्रता होनी चाहिए लेकिन जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि यह OBE केवल यह बताता है कि क्या आवश्यक है न कि क्या वांछनीय है और क्या किया जा सकता है तो किसी भी तरह से OBE OBE कुछ आवश्यक चीजों की गारंटी नहीं देता है और ऊपर से यह शिक्षक पर निर्भर है यह संस्था पर निर्भर है यह विध्यार्थीयो से परे है किसी भी तरह से OBE शिक्षा की भावना और कुछ लोगों के खिलाफ नहीं जाती है क्योंकि आप इसे बहुत विस्तार से परिभाषित कर रहे हैं इसे एक सीधी जैकेट माना जाता है एक बार फिर मैंने कहा कि यह केवल गैर स्वायत्त संस्थानों को छोड़कर शिक्षक द्वारा लिखे गए परिणाम हैं दुनिया भर के सभी स्वायत्त संस्थानों में यह शिक्षक हैं जो पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं परिणाम लिखते हैं मुझे लगता है कि यह कहना उचित है कि एक शिक्षक को सेमेस्टर की शुरुआत में विध्यार्थीयों को यह घोषित करना चाहिए कि अपेक्षित परिणाम क्या हैं और उन्हें उन परिणामों को लिखने या तय करने की स्वतंत्रता है जैसे वो चाहते हैं और अब एक परिणाम कथन की विशेषताएं क्या हैं पहली बात यह है कि यह स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिए कि विध्यार्थी को क्या करने में सक्षम होना चाहिए कथन अनएम्बिगुओस होना चाहिए और जब विध्यार्थी जो कुछ भी करते हैं या करते हैं वे अवलोकन योग्य और मूल्यांकन योग्य होना चाहिए यदि वह केवल यह कहता है कि मुझे उससे परिचित होना चाहिए तो मैं प्रत्यक्ष रूप से उसके साथ परिचित नहीं हो सकता ऐसा कुछ भी जो आप कहते हैं अवलोकन योग्य और मूल्यांकन योग्य होना चाहिए विध्यार्थी को यह समझने में सक्षम होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है या विध्यार्थी को समझने में सक्षम होना चाहिए वे व्यापक हैं यह बहुत जटिल वाक्य में नहीं लिखा जा सकता है जहाँ विध्यार्थी को यह समझने में कठिनाई होती है कि इसका वास्तव में क्या मतलब है और उन्हें एक तरह से लिखा जाना चाहिए जिससे विध्यार्थी स्वयं अपनी शिक्षा की योजना बनाने में सक्षम हों यह कुछ मार्गदर्शन प्रदान करता है कि परिणाम कथन को स्पष्ट रूप से कैसे लिखना चाहिए ये तीन सिद्धांत हैं जो विभिन्न यूनिट्स और मॉड्यूल में दोहराते रह सकते हैं विध्यार्थी अच्छी तरह से सीखते हैं जब वे इस बारे में स्पष्ट होते हैं कि उन्हें पाठ्यक्रम के अंत में क्या करने में सक्षम होना चाहिए यह व्यापक अनुसंधान के माध्यम से बार बार स्थापित किया गया है जब विध्यार्थी पाठ्यक्रम के लक्ष्यों के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से सूचित होते हैं और यहां लक्ष्य परिणाम कथन होते हैं और मूल्यांकन वे क्या करने की उम्मीद कर रहे हैं के साथ संरेखण में है यह अलाइनमेंट मुद्दा थोड़ा बाद में विस्तृत होगा जिसका अर्थ है कि अगर मैं चाहता हूं कि विध्यार्थी कुछ समस्याओं को हल करने में सक्षम हो तो मूल्यांकन से उसे समस्याओं को हल करने के लिए भी कहना चाहिए यह कुछ और नहीं हो सकता वह है अलाइनमेंट यह परिणाम कथन से संबंधित कुछ मूल्यांकन नहीं हो सकता है उन्हें एक दूसरे के साथ संरेखण में होना चाहिए यह स्कूल शिक्षा स्तर या उच्च शिक्षा स्तर पर मान्य है और निर्देशात्मक गतिविधियों को डिजाइन करने और संचालित करने के लिए उन्हें प्राप्त करने के लिए संचालित किया जाता है जो उन्हें प्राप्त होने की उम्मीद है इसका मतलब है कि यदि आवश्यकता विध्यार्थी को एक निश्चित श्रेणी की समस्याओं को हल करने में सक्षम होना चाहिए तो विध्यार्थी यों को सुविधाजनक बनाने के लिए निर्देशात्मक गतिविधियों को डिज़ाइन किया जाना चाहिए जिस तरह की समस्याओं को आपने कहा है कि उन्हें हल करने में सक्षम होना चाहिए तो ये हमेशा अच्छे सीखने के तीन मूल सिद्धांत हैं अब हमारे अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम में आने से परिणामों के चार स्तर पहचाने जाते हैं इन्हें प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है शब्द उद्देश्य का उपयोग परिणाम के बजाय किया जाता है हम इसे बाद में समझाएंगे फिर आपके पास प्रोग्राम आउटकम प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम और कोर्स आउटकम हैं प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ये व्यापक वक्तव्य हैं जो स्नातक होने के बाद चार से पांच वर्षों में कैरियर और पेशेवर उपलब्धियों का वर्णन करते हैं कि प्रोग्राम स्नातकों को प्राप्त करने के लिए तैयार कर रहा है उदाहरण के लिए अगर मैं BE मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन कर रहा हूं मुझे उम्मीद है कि मेरे ग्रेजुएट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्षेत्र में व्यापक रूप से काम करेंगे बेशक मैं इस तरह से काम नहीं कर सकता लेकिन उनमें से अधिकांश मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्षेत्र में काम करने जा रहे हैं और वे कुछ प्रकार की गतिविधियों को करने में सक्षम हैं जिन्हे हम मानते है कि ग्रेजुएट्स स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद चार से पांच वर्षों में कर पाएंगे इसका मतलब है कि अगर सभी कहते हैं कि 80 स्नातक मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में काम नहीं करते हैं लेकिन कहीं और काम करते हैं तो वास्तविक BE कार्यक्रम का कोई अर्थ नहीं है यह देने के लायक नहीं है कि आप इसके लिए बहुत समय और संसाधन बर्बाद करते हैं तो इसका मतलब है कि अब आप यहां मुख्य रूप से उन उद्देश्यों को देख रहे हैं जो आप अपेक्षा करते हैं कि आपके विद्यार्थी स्नातक होने के चार से पांच साल बाद कर रहे होंगे उदाहरण के लिए एक नमूना दिया जाता है चार से पांच साल के बाद स्नातक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के ज्ञान को लागू करने और उच्च शिक्षा और अनुसंधान का पीछा करने वाली सामाजिक प्रासंगिकता की समस्याओं को हल करेंगे इसका मतलब यह नहीं है कि इसे बिल्कुल वैसा ही लिखा जाना है लेकिन यह एक नमूना है कि हम EEE प्रोग्राम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग BE प्रोग्राम कहें प्रोग्राम आउटकम में प्रोग्राम आउटकम ऐसे बयान हैं जो यह वर्णन करते हैं कि इंजीनियरिंग प्रोग्राम से स्नातक होने के समय विद्यार्थियों को ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण क्या होना चाहिए इसका मतलब है कि सिर्फ 4 साल के अंत में ये दर्शाता है कि उनके पास कौन सा ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण है और वर्तमान में PO की संख्या 12 है और वे NBA द्वारा पहचाने जाते हैं और सभी इंजीनियरिंग प्रोग्राम पर लागू होते हैं वे डिसिप्लिन अगनोस्टिक हैं वे विशेष डिसिप्लिन पर निर्भर नहीं हैं इसका मतलब है कि सभी स्नातकों को इन 12 प्रोग्राम आउटकम को प्राप्त करना होगा और जब आप इन 12 परिणामों को देखते हैं जैसा कि हम उस पर काफी समय बिताते हैं तो वे अनुशासनात्मक और प्रोफेशनल कम्पेटेन्सीज दोनों को संबोधित करते हैं डिसिप्लिन का मतलब किसी विशेष विषय से होगा और प्रोफेशनल का मतलब होगा कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह के इंजीनियरिंग पेशे में दक्ष होना चाहिए एक नमूना यह सीधे NBA द्वारा दी गई POs की सूची से लिया गया है PO3 बताता है कि डिजाइन डेवलपमेंट ऑफ़ सोलूशन्स जो इस का शीर्षक है जटिल इंजीनियरिंग समस्याओं और डिज़ाइन सिस्टम कंपोनेंट्स या प्रक्रियाओं के लिए डिज़ाइन समाधान जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा और सांस्कृतिक सामाजिक और पर्यावरण संबंधी विचारों के लिए उपयुक्त विचार के साथ निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें कई कीवर्ड हैं और हम बाद की यूनिट्स में इस तरह के बयानों की विशेषताओं में से प्रत्येक को देखने की कोशिश कर रहे हैं और वर्तमान में NBA इसी तरह से है अब प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम में आख़िरकार मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम का मतलब है कि उन्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में कुछ करने में सक्षम होना चाहिए लेकिन फिर प्रत्येक प्रोग्राम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विभिन्न पहलुओं के लिए कुछ निश्चित विकल्प या वेटेज दे सकता है सभी को किसी न किसी तरह से दो से चार बयानों में अनुवाद करना होगा जो आपके खुद के प्रोग्राम की विशिष्टता को पकड़ता हैं उदाहरण के लिए एक नमूना यदि आप कैनाल्स और सड़कों के लिए इमारतों संरचनाओं और संरेखण के सर्वेक्षण मानचित्र और सर्वेक्षण लेआउट को देखते हैं यह एक सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम का एक विशिष्ट प्रोग्राम है और एक विशेष प्रोग्राम किसी भवन संरचना कैनाल्स और सड़कों के लिए संरेखण को संबोधित करने या हमें संबोधित करने के लिए नहीं कह सकता है या वे संसाधनों और संकाय के प्रकार के आधार पर इसमें कुछ और सुविधाएँ जोड़ सकते हैं उनके पास है तो एक प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम का उपयोग अन्य समान प्रोग्राम से एक प्रोग्राम को अलग करने के लिए कर सकता है कोर्स आउटकम के लिए आ रहा है पाठ्यक्रम के परिणाम एक कोर्स के अंत में विद्यार्थियों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं फिर से CO को अवलोकन योग्य और मापने योग्य होना चाहिए एक कोर्स आउटकम POs और PSOs के एक सबसेट को संबोधित करता है आखिरकार POs और PSOs को कोर्स के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए तो उस सीमा तक मुझे अपने COs को POs और PSOs से जोड़ना होगा यहां कंप्यूटर साइंस कोर्स के एक नमूने को विभाजित और मर्ज सॉर्ट क्विक सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट सहित एल्गोरिदम को डिजाइन करने की रणनीति को समझते हैं तो यह बहुत विशिष्ट है लक्ष्य बहुत स्पष्ट है यह समझने से संबंधित है अब यह सब एक चित्रात्मक रूप में OBE नेटवर्क पर कब्जा कर लिया जा सकता है यदि आप सभी उच्च शिक्षा संस्थान में देखते हैं तो संस्थान का विजन स्टेटमेंट विजन स्टेटमेंट होना चाहिए यह संस्थान के मिशन को एक साथ लेकर विभाग के विज़न की ओर जाता है जो प्रोग्राम की पेशकश कर रहा है और इससे विभाग का एक मिशन होता है और यह प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की ओर जाता है और ये आम तौर पर एक विभाग सलाहकार बोर्ड या एक बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा पहचाने जाते हैं और यह बोर्ड ऑफ स्टडीज प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम की पहचान करता है और जबकि NBA ने प्रोग्राम आउटकम की पहचान की है ये समय समय पर बदल सकते हैं वे देश भर में संस्थान द्वारा दिए गए फीडबैक के आधार पर बाहरी संदर्भ परिवर्तन के रूप में स्थायी नहीं होंगे NBA यहां बयानों को थोड़ा संशोधित करने का निर्णय ले सकता है और ये POs और PSOs मिलकर पाठ्यक्रम को डिजाइन करते हैं और ये पाठ्यक्रम कंपोनेन्ट्स हैं और इन सभी में कई कोर्स होंगे और प्रत्येक कोर्स को कोर्स आउटकम के एक सेट द्वारा वर्णित किया जाएगा यह मोटे तौर पर सभी परिणामों के बीच संबंध है लाल रंग में चिह्नित किए गए परिणाम उन चार स्तरों के हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं अब हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन की महत्वपूर्ण विशेषताओं को समझते हैं जो हम उम्मीद करते हैं कि सभी प्रतिभागी ये कार्य करेंगे अपने स्वयं के स्नातक प्रोग्राम आउटकम के दो उदाहरण दें जो किसी परिणाम की विशेषताओं पर ध्यान दें ठीक है आपके प्रोग्राम आउटकम क्या हैं यहां हमारा मतलब है प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम किसी परिणाम की सभी विशेषताओं पर ध्यान देते हुए आपके द्वारा पेश किए गए अंडरग्रेजुएट पाठ्यक्रम के आउटकम के दो उदाहरण दें तो दो स्टेटमेंट दो PSO स्टेटमेंट और दो CO स्टेटमेंट लिखने होंगे और फिर यहां हमने बयानों की एक सूची दी है उनमें से कई लगभग 12 के बारे में परिणाम के स्तर की पहचान करें और परिणाम के इस बयान के अवलोकन और औसत दर्जे के संबंध में इसकी उपयुक्तता पर टिप्पणी करें तो कृपया ऐसा करें कुछ अच्छे स्टेटमेंट हैं कुछ बुरे स्टेटमेंट हैं उन्हें सुधारा जा सकता है इसलिए हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप इस प्रकार की टिप्पणी कर सकते हैं अगली यूनिट के लिए आ रहा है M1U5 जो अक्रेडिटेशन की भूमिका को समझने की सुविधा देने का प्रयास करेगा और क्राइटेरिया जिसके अनुसार NBA अक्रेडिटेशन आयोजित करता है और COs POs और PSOs के स्तर पर परिणामों की प्राप्ति पर गुणवत्ता लूप को बंद करने की केंद्रीयता को समझते हैं यह अगली यूनिट के एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स होंगे